आइए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीम है जो विस्तारित हो रही है l इसलिए मैं यहां एक छोटे से हिस्से को काटने जा रहा हूं और देखता हूं कि उसके भीतर कौन सी फोर्सेज मौजूद हैं क्योंकि मैं इन दो बिंदुओं पर सेक्शनिंग कर रहा हूं उन पर इस तरह से कार्य करने वाले शियर फोर्स होंगे l मैं बस हमेशा पॉजिटिव सेंस का चित्रण कर रहा हूं l यह यहां मोमेंट कार्य कर रहा है और शियर l यहां पर पॉजिटिव सेंस क्या है यह इस प्रकार से है और यह हो सकता है और यह हो सकता है l इसलिए यहां बीच में कुछ लोड लगा हुआ हो सकता है l तो आइए मैं इसे प्रति यूनिट लंबाई कहता हूं l यहां कुछ मोमेंट्स भी हो सकते हैं l अभी के लिए आइए हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस बीम पर सीधे कार्य करने वाला कोई कंसंट्रेटेड या डिस्ट्रीब्यूटड मोमेंट्स नहीं है l हमें इन सभी राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है जो हमारे पास हैं M और V और w l हम इन्हें कैसे संबद्ध करने जा रहे हैं

हां मैंने w को दूसरी तरफ ले लिया है l यह वाला याद रखें यह है l यह क्या है लिमिट आइए मैं बस अपने आप को सही करता हूं और इसे यहां के रूप में लिखता हूं छोटी लंबाईl इसलिए मेरे पास यहां होने जा रहा है यहां टेंड्स टू 0 लिमिट के रूप में है l यह क्या है यह कुछ नहीं है लेकिन l और इसलिए हमारे पास एक संबंध है यह आवश्यक रूप से मुझे यह बताता है कि x के साथ शियर फोर्स के वेरिएशन मुझे देता है जोकि लगने वाला लोड है ट्रांसवर्से लगने वाला लोड है l तो एक परिणाम जो हमें प्राप्त होता है l इससे हम एक और परिणाम प्राप्त करेंगे आइए इसे हम अलग से करते हैं l विशिष्टता के साथ मैं इसे के रूप में लिखूंगा l आइए अब मैं सभी फोर्सेज को निरूपित करता हूं यह है यह है l इस पर ध्यान दें मैं यहां इन सभी की पॉजिटिव सेंस का उपयोग कर रहा हूं और यह है l मैंने सभी फोर्सेज और इस लंबाई को निरूपित कर दिया है आइए मैं फिर से इसे के रूप में बनाता हूं जिससे कि हम इसके बारे में स्पष्ट हो जाते हैं l अब हम इस विशेष बिंदु पर मोमेंट साम्यवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं l यहां चुनने के लिए कौन सा बिंदु बेहतर होता है

यह कुछ नहीं है लेकिन l इसलिए मैं इस माइनस को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं यह माइनस w l तो यदि मैं जानता हूं कि फोर्स w कैसे परिवर्तित हो रही है तो मैं प्राप्त कर सकता हूं कि शियर फोर्स कैसे बदल रहा है l यदि यह एक कांस्टेंट फोर्स है जहां तक V के वेरिएशन का संबंध है आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कांस्टेंट है जिसका मतलब है कि V लीनियर है l यदि V लीनियर है एक आर्डर है M का एक आर्डर V से अधिक है इसलिए M को क्वाड्रेटिक होना चाहिए l तो कांस्टेंट w के लिए मेरे पास लीनियरली परिवर्तित होता हुआ V है लीनियरली परिवर्तित होते हुए V के लिए मेरे पास यहां एक कांस्टेंट हैl इसलिए यह वह परिणाम हैं जो हमें प्राप्त होता है l आइए हम देखें और जाने कि इस सबसे हम क्या समझते हैं l उदाहरण के लिए यदि मेरे पास इस प्रकार से एक बीम है मान लीजिए हम उस विशेष उदाहरण को लेंगे जहां पर मेरे पास एक P 2P पर कार्य कर रहा था आप इस जोन में क्या देखते हैं

आइए हम इस विशेष बिंदु को देखते हैं यह विशेष बिंदु V 0 के बराबर है यदि V 0 के बराबर था l आपके पास कब होता है यहां एक फंक्शन है और मैं की अधिकतम या चरम मान प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं डेरिवेटिव लेता हूं और इसे 0 के बराबर रखता हूं l और यह मूल रूप से मैं यहां क्या कर सकता हूं और मेरे को प्राप्त होगा या दूसरे शब्दों में M अधिकतम है और इसलिए मेरे पास यहां पर अधिकतम मान हैं l दूसरे शब्दों में इस बिंदु पर इस डिसटीब्यूशन का स्लोप क्षैतिज है 0 के बराबर है l इसलिए यह कुछ निष्कर्ष हैं जो आप ले सकते हैं l उदाहरण के लिए एक बीम में जहां मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि अधिकतम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगा यह शियर फोर्स डायग्राम चित्रित करना ही पर्याप्त है यह पता लगाएं कि शियर फोर्स में 0 कहां मौजूद है l और यह मुझे तुरंत ही बताएगा कि मेरे को बेंडिंग मोमेंट कहां प्राप्त करना चाहिए l तो इन समीकरण को उपयोग करने का यह फायदा है l आपका धन्यवाद l